पिछले व्याख्यान में इस मॉड्यूल के व्यवसाय मॉडल और औद्योगिक IoT के लिए संदर्भ आर्किटेक्चर का एक हिस्सा हमने IIRA फ्रेमवर्क में देखा जिसे औद्योगिक इंटरनेट कंसोर्टियम IIC के प्रौद्योगिकी कार्य समूह द्वारा प्रस्तावित किया गया है यह विशेष रूप से IIRA औद्योगिक इंटरनेट अंतर आर्किटेक्चर में विभिन्न वास्तु घटक हैं जिनमें से एक मूल रूप से दृष्टिकोण है हमने पिछले व्याख्यान में विभिन्न प्रकार के पैटर्न देखे हैं जिनका उपयोग किसी विशेष उद्योग में IIoT को लागू करने के लिए किया जा सकता है अब हम आगे बढ़ेंगे और दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं आगे की तकनीकी दृष्टिकोण और विभिन्न औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण कैसे अपनाए जा सकते हैं को देखेंगे हमारे पास ये अलग अलग दृष्टिकोण IIRA दृष्टिकोण हैं जो औद्योगिक इंटरनेट कंसोर्टियम द्वारा विकसित उदाहरणों के विश्लेषण में मदद कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास व्यापार दृष्टिकोण उपयोग दृष्टिकोण कार्यात्मक दृष्टिकोण और कार्यान्वयन दृष्टिकोण हैं बस एक पुनरावृत्ति के रूप में यह दृष्टिकोण जो विभिन्न विचारों के संग्रह की तरह है और विचारों का यह संग्रह हितधारकों से आ रहा है ये दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से विभिन्न हितधारकों से आ रहे हैं हमारे पास व्यवसाय दृष्टिकोण है जो हितधारकों से आ रहा है जो इसके व्यवसाय के पहलुओं के बारे में चिंतित हैं विभिन्न हितधारकों के उपयोग के दृष्टिकोण से उनकी चिंताएं एवं विचार लागू करने की आवश्यकता यही कार्यात्मक दृष्टिकोण और कार्यान्वयन दृष्टिकोण के लिए किया जाता है यह अब एक चित्र के रूप में यहाँ पर स्थापत्य के विचार से दिखाया गया है हमारे पास ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं व्यापार के दृष्टिकोण उपयोग के दृष्टिकोण कार्यात्मक दृष्टिकोण और कार्यान्वयन के दृष्टिकोण और ये सभी दृष्टिकोण मूल रूप से इन विभिन्न हितधारकों से आ रहे हैं इन विचारों के इन दृष्टिकोणों को संशोधित किया जाता है और वे मान्य होते हैं और अंत में विभाजन के बाद ये विभिन्न विचारों के कार्यान्वयन और तैनाती में आगे के मार्गदर्शन में मदद करेंगे इसलिए इन विचारों को विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है स्वास्थ्य सेवा विनिर्माण ऊर्जा खनन परिवहन और सूची प्रबंधन कुछ नाम हैं आइए हम इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण को थोड़ा और विस्तार से देखें पहले तो हमारे पास व्यापार का दृष्टिकोण है व्यापार के दृष्टिकोण से हम व्यापार निर्णय निर्माताओं के बारे में बात कर रहे हैं हमारे पास व्यावसायिक निर्णय लेने वाले हैं जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को सुधारने बैठक करने और संतुष्ट करने के संदर्भ में एक निश्चित दृष्टि और कुछ मूल्य हैं व्यापार निर्णय निर्माताओं के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हैं दूसरी ओर हमारे पास सिस्टम इंजीनियर हैं जिनके कुछ उद्देश्य हैं और कुछ मौलिक क्षमताएं हैं यह प्रमुख उद्देश्य और साथ ही मौलिक क्षमताऐ IIoT प्रणाली की सिस्टम आवश्यकताओं की लिस्टिंग को चलाने में मदद देंगे और यह इन सिस्टम आवश्यकताओं को एक साथ करने में मदद करेगा इस उद्देश्य के साथ व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोग गतिविधियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी इसलिए यह व्यापारिक दृष्टिकोण है तो IIoT प्रणाली के दृष्टिकोण से व्यावसायिक दृष्टिकोण व्यवसाय मूल्य अपेक्षित आरओआई रखरखाव की लागत और उत्पाद दायित्व से संबंधित है व्यवसाय के दृष्टिकोण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हितधारक व्यवसाय का समर्थन करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं वे व्यवसाय की दिशा और प्रेरक शक्ति विचार और IIoT प्रणालियों के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण में दूरदर्शिता विशेषता संगठन की दूरदर्शिता संगठन के भविष्य और व्यवसाय को दिशा प्रदान करती है जिसके लिए संगठन आगे काम करने जा रहा है व्यापार के दृष्टिकोण में मूल्य हितधारकों द्वारा मान्यता प्राप्त दृष्टि को इंगित करते हैं जो दृष्टि की योग्यता के संबंध में तर्क प्रदान करने में शामिल हैं और कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो समय सीमा के अनुसार होने चाहिए और उन्हें सिस्टम से अपेक्षित उच्च स्तरीय तकनीकी व्यावसायिक परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है मौलिक क्षमताएं उच्च स्तरीय विनिर्देश हैं जो व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं मुख्य उद्देश्य मूलभूत क्षमताओं की पहचान के लिए आधार हैं मौलिक क्षमताओं का अर्थ है वे क्षमताएं जो प्रकृति में मौलिक हैं जो कि संगठन की क्षमताएं हैं जो कुछ बुनियादी मूल कार्य करती हैं इसलिए वे मूल रूप से स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट हैं हितधारक उद्देश्यों से मौलिक क्षमताओं को प्राप्त करते हैं जो एक विशेष प्रणाली के लिए आवश्यक हैं आइए अब हम उपयोग के दृष्टिकोण को देखते हैं और जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि यह मूल रूप से एजेंटों की अवधारणा के माध्यम से निर्देशित है तो एजेंट मूल रूप से अंकुश हैं एजेंट सिस्टम को नियंत्रित करते हैं सिस्टम में कुछ भूमिकाएँ होती हैं एजेंट मूल रूप से सिस्टम में कुछ भूमिकाएँ निभाते हैं भूमिकाएं और सिस्टम की गतिविधियां कार्य और प्रदर्शन किए जाने वाले कार्यों को परिभाषित करने में मदद करेगी इन विभिन्न कार्यों के कुछ कार्यात्मक घटक और कार्यान्वयन घटक हैं उपयोग के दृष्टिकोण व्यापार की दृष्टि और कार्य की विभिन्न इकाइयों को समन्वित करने वाली गतिविधियों में पहचाने जाने वाली प्रमुख क्षमताओं से संबंधित हैं इसलिए कार्य उपयोग के दृष्टिकोण के संदर्भ में है कार्य एक मूल इकाई है जो एक पार्टी द्वारा किया जाता है जो एक विशिष्ट भूमिका मानता है अब इस कार्य को निष्पादित करना होगा इन कार्यों को कुछ निश्चित भूमिकाओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इन कार्यों में एक कार्यात्मक मानचित्र होगा इसलिए इन कार्यों में मूल रूप से उनकी भूमिकाएं कार्यात्मक मानचित्र और कार्यान्वयन मानचित्र हैं कार्यात्मक मानचित्र मूल रूप से कार्य मानचित्रों के कार्यात्मक घटक के बारे में बात करता है और कार्यान्वयन मानचित्र उन कार्यों के निष्पादन कार्यों के कार्यात्मक घटक के निष्पादन के बारे में बात करता है कार्यात्मक नक्शा कार्यों के कार्यान्वयन के नक्शे के निष्पादन के बारे में बात करता है तो भूमिका एक इकाई या एक संगठन द्वारा ग्रहण की जाने वाली क्षमताओं का सेट है भूमिकाएं शुरू की जाती हैं और भूमिकाएं मूल रूप से होती हैं जो मूल रूप से विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए सिस्टम के साथ बातचीत करने में मदद करती हैं गतिविधि विशिष्ट कार्यों का समन्वय है जो एक प्रणाली के अच्छी तरह से परिभाषित उपयोग को महसूस करने के लिए आवश्यक हैं और गतिविधियों को बार बार निष्पादित किया जाता है गतिविधियां सिस्टम निष्पादन को ट्रिगर करती हैं वर्कफ़्लो को ट्रिगर करती हैं विभिन्न बाधाओं को निष्पादित करने से ट्रिगर करती हैं और निष्पादन के विभिन्न प्रभावों के आधार पर बातचीत भी करती हैं जो कि गतिविधि द्वारा भी ध्यान रखा जाता है एक गतिविधि के तत्व ट्रिगर होते हैं वर्कफ़्लो प्रभाव और बाधाएं ट्रिगर मूल रूप से ऐसी स्थितियां हैं जिनके तहत गतिविधि शुरू की जाती है वर्कफ़्लो अनुक्रमिक समानांतर सशर्त पुनरावृत्ति हो सकते हैं इसलिए वर्कफ़्लो मूल रूप से विभिन्न कार्यों के बीच वर्कफ़्लो है जो विभिन्न कार्यों का प्रवाह है प्रभाव एक गतिविधि के सफल समापन के बाद IIoT प्रणाली की स्थिति है और बाध्यताएं मूल रूप से सिस्टम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं जो निष्पादन के दौरान आरक्षित होना चाहिए यह कार्यात्मक दृष्टिकोण है हमारे पास नियंत्रण डोमेन संचालन डोमेन सूचना डोमेन एप्लिकेशन डोमेन और व्यावसायिक डोमेन है तो यह है कि यह कार्यात्मक दृष्टिकोण कैसे काम करता है यहाँ पर मुख्य घटक डोमेन घटक नियंत्रण डोमेन घटक है तो यह नियंत्रण डोमेन घटक मूल रूप से चक्र नियंत्रण का ख्याल रखता है सक्रियण और संचार भेजता है तो एक साथ मूल रूप से यह भी एक चक्र है जो साइबर सिस्टम को चलाता है तो यह नियंत्रण डोमेन और इसकी विशेष चक्र में भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो मूल रूप से कार्यात्मक दृष्टिकोण है नियंत्रण डोमेन औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है और ये विभिन्न प्रकार के संवेदन डेटा को लिखना और एक्ट्यूएटर और कम्युनिकेशन में सिग्नल को नियंत्रित करना जो मूल रूप से सेंसर एक्ट्यूएटर्स गेटवे और अन्य एज डिवाइसों को जोड़ने की बात करता है इसलिए एक कार्यात्मक दृष्टिकोण से कुछ अवधारणाएं महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो मूल रूप से एक्ट लक्षण हैं और IIoT सिस्टम के कुछ भविष्य कहनेवाला एनालिटिक्स इंजन की कार्रवाई है फिर हमारे पास निदान और निगरानी है जो वास्तविक समय की निगरानी और समस्याओं और अनुकूलन की घटना की भविष्यवाणी व खोज करने के लिए जिम्मेदार है जो परिसंपत्ति विश्वसनीयता और प्रदर्शन में सुधार करता है और ऊर्जा की खपत को कम करता है उपलब्धता बढ़ती है और आउटपुट संपत्ति के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है इसलिए सूचना डोमेन विभिन्न डोमेन से डेटा को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार फ़ंक्शन और भंडारण और डेटा वितरण की गुणवत्ता शामिल होती है फ़ंक्शनल डोमेन विभिन्न फ़ंक्शंस के सेट का प्रतिनिधित्व करता है जो विभिन्न डोमेन से डेटा को इकट्ठा करने डेटा को बदलने सिस्टम में डेटा को बनाए रखने और मॉडलिंग और डेटा का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार हैं एप्लिकेशन डोमेन उन फ़ंक्शन के सेट का प्रतिनिधित्व करता है जो विशिष्ट व्यावसायिक कार्यों को महसूस करने के लिए एप्लिकेशन लॉजिक को लागू करते हैं तो यहां मूल रूप से आप लॉजिक और नियम एपीआई के बारे में बात कर रहे हैं व्यापार डोमेन उन कार्यों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो IIoT प्रणाली को एंड टू एंड ऑपरेशन के संचालन करने में सक्षम बनाता है जो उन्हें पारंपरिक या नए प्रकार के व्यावसायिक कार्यों के साथ एकीकृत करता है जिसमें मूल रूप से व्यापारिक प्रक्रियाओं और प्रक्रियात्मक गतिविधियों का समर्थन शामिल होता है कार्यान्वयन का दृष्टिकोण IIoT प्रणाली की तकनीकी प्रस्तुति से संबंधित है और IIoT के आर्किटेक्चर का निर्माण करता है यह संरचना के वितरण टोपोलॉजी और विभिन्न घटकों के परस्पर संबंध है और गतिविधियों के कार्यान्वयन मानचित्र जैसा कि उपयोग के दृष्टिकोण से कार्यात्मक घटकों तक मान्यता प्राप्त है इसके साथ हम संदर्भ आर्किटेक्चर पर व्याख्यान के अंत में आते हैं जो IIC द्वारा प्रस्तावित है यह औद्योगिक इंटरनेट अंतर आर्किटेक्चर IIRA है IIC के प्रौद्योगिकी कार्य समूह द्वारा प्रस्तावित इस मॉड्यूल में हमारे पास अलग अलग व्यवसाय मॉडल को देखा गया है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय मॉडल जिन्हें IIoT अपनाने की दिशा में परिवर्तन की ओर अपनाया जा सकता है इत्यादि और फिर हमने इनमें से कुछ अलग अलग पैटर्न के आर्किटेक्चर पैटर्न को देखा है सामान्य पैटर्न का उपयोग किया जा सकता है ताकि तकनीकी रूप से इन व्यावसायिक आवश्यकताओं को कार्रवाई कार्यान्वयन में लागू किया जा सके जो कि IIoT आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय को बदलने के लिए हैं ये संदर्भ हैं यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं विशेष रूप से ये पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं यह साहित्य आपको व्यावसायिक आर्किटेक्चर के बारे में बेहतर समझ रखने में मदद करेगा IIoT और इसी तरह के संदर्भ में इस के साथ हम समाप्त करते हैं धन्यवाद